नमस्कार मेरा नाम जयंत चटर्जी है मैं IIT कानपुर की ओर से प्रबंध सेवाओं और समसामयिक मुद्दों पर और आज की प्रौद्योगिकी और आज की व्यावसायिक अनिवार्यता के बीच की बातचीत से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर आपके साथ बातचीत कर रहा हूंI पिछले सत्र में हम इस विशेष आरेख के साथ समाप्त हुए और यही वह जगह है जहां हम आज शुरू करेंगे यह एक बहुत अच्छा समृद्ध आरेख है यह पूरे नए सेवा विकास चक्र को कम या ज्यादा दिखाता है हमने पिछले सत्र में चर्चा की Ansoff मैट्रिक्स और नए ग्राहकों की आवश्यकता के जवाब में नई सेवा कैसे उत्पन्न की जा सकती है या मौजूदा ग्राहकों या मौजूदा सेवा को नए ग्राहकों तक ले जाया जा सकता है लेकिन शुरू में इसलिए जब एक आवश्यकता महसूस होती है एक अवसर को मान्यता दी जाती है अवसर का मूल्यांकन किया जाता है हम प्रक्रिया शुरू करते हैं जिसे हमने व्यापार विश्लेषण चरण कहा फिर हम डिजाइन चरण विकास चरण में जाते हैं जहां सेवाओं के डिजाइन और परीक्षण किए जाते हैं प्रोटोटाइप रन बनाए जाते हैं यह वह जगह है जहां ब्लू प्रिंट बहुत मदद करता है जहां हम मौजूदा सेवाओं से विचारों को आकर्षित कर सकते हैं और मौजूदा सेवाओं में प्रवाह को कैसे मैप किया जा सकता है फिर सर्विस ब्लॉक्स और टच पॉइंट्स और फेल पॉइंट्स और टोंटी पॉइंट्स और वेट पॉइंट्स या वेटिंग स्टेज्स की पहचान करके उस ब्लू प्रिंट से फिर हम सबसिस्टम डिजाइन कर सकते हैं उन सबसिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं और फिर अमूर्त सेवाओं के साथ कई मामलों में हमें विपणन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कुछ नमूने परीक्षण रन अनुभव साझाकरण आदि बनाने की आवश्यकता है और फिर लोगों के सभी प्रशिक्षण जिस स्तर पर हम अक्सर ग्राहकों को शामिल करते हैं हम ग्राहकों को भी शामिल करते हैं जब विभिन्न प्रक्रिया मॉड्यूल विकसित और परीक्षण किए जाते हैं और फिर हम कुछ पायलट रन कुछ परीक्षण विपणन और सेवा शुरू करते हैं पूर्ण पैमाने पर कुछ पोस्ट लॉन्च दृश्य करें और फिर फिर से विकास के चरण में आएं तो यह वह चक्र है जो एक अच्छी गतिशील सेवा कंपनी में निरंतर चलता है और आज हम मानते हैं कि हर चरण विश्लेषण चरण डिज़ाइन चरण में उपभोक्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए हमारी भूमिका है विशेष रूप से इन दो चरणों में और निश्चित रूप से समीक्षा चरण में लॉन्च चरण के बाद जहां हम ड्राइंग बोर्ड पर वापस जा सकते हैं और विचार सृजन के साथ फिर से शुरू कर सकते हैं इसलिए फिर से हम त्रिकोण पर देखेंगे सेवा कर्मचारियों सेवा उपभोक्ताओं और सेवा संगठनों द्वारा गठित त्रिकोण और हमारे पास आंतरिक विपणन बाहरी विपणन संगठन के बीच संचार के आंतरिक विपणन और यह सभी कर्मचारी होंगे ताकि हर कोई एक ही पृष्ठ पर हो बिना किसी बाधा के सेवा कर्मचारियों और सेवा उपभोक्ताओं के बीच गहन संचार ताकि सेवा के निर्माता सेवा कर्मचारियों को ग्राहकों से सीधी प्रतिक्रिया मिले कि क्या अच्छा है और क्या बुरा और इन तीनों कोनों के आस पास ज्ञान के प्रवाह को अच्छी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम किया जाना चाहिए ताकि यह वास्तविक समय हो कम संपर्क प्रणाली के मामले में अक्सर एक नई सेवा का निर्माण एक नई विनिर्माण लाइन के निर्माण के समान होता है और इस तरह की सेवाओं में और यहां तक कि कुछ मामलों में कुछ उच्च संपर्क सेवाओं में हम सुधार के लिए बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं सेवा विभिन्न प्रकार की तकनीकों जैसे लाइन संतुलन और इतने पर हम बाद के सत्र में चर्चा करेंगे लेकिन मैं केवल यह उजागर करना चाहता था कि यह अक्सर होता है एक कम संपर्क सेवा लगभग एक नई विनिर्माण लाइन बनाने की तरह बनाई जा सकती है लेकिन ज्यादातर नई सेवा निर्माण एक परियोजना का रूप लेती है तो यह एक लंबी अवधि कम मात्रा एक तरह का हो सकता है इसलिए एक उत्पाद सेवा बंडल के बारे में सोचें जिसकी रचनाएँ इसे विशेष रूप से लेती हैं इस विशेष पंक्ति का अनुसरण करती है हाँ यह सही है उदाहरण के लिए एक फिल्म या एक थिएटर उत्पादन या एक मनोरंजन हो रहा है तो ये सेवा उदाहरण आमतौर पर इस परियोजना के प्रकार के होते हैं तो एक फिल्म एक तरह की है और यह कम मात्रा लंबी अवधि है कई गतिविधियां हैं और महत्वपूर्ण और उप महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं आप इस तरह की नई सेवा निर्माण में परियोजना प्रबंधन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं फिर निश्चित रूप से नई प्रकार की नई सेवाएं हैं जैसे एक नए प्रकार के स्पा इसलिए जहां वास्तव में यह एक छोटी अवधि है वॉल्यूम अभी भी कम है क्योंकि यह अभी भी बहुत से लोगों को सेवा का प्रकार है लेकिन प्रत्येक सेवा उदाहरण काफी अनुकूलित है प्रत्येक अलग अलग ग्राहक के लिए गतिविधियों के विभिन्न क्रम हैं और इन मामलों में निश्चित रूप से बहुत कुछ शामिल है तो दंत चिकित्सक सेवा अब दंत स्पा के रूप में फिर से बनाई गई है आप इंटरनेट पर खोज कर सकते हैं और आपको कई दिलचस्प उदाहरण मिलेंगे जिन्हें वे डेंटल स्पा कहते हैं इसलिए दंत चिकित्सक के पास जाना अब एक डर का अनुभव नहीं है लेकिन वे उस सेवा को एक सुखद सेवा के रूप में फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप दंत स्पा के लिए आगे बढ़ा सकते हैं यह बैच प्रकार नौकरी की दुकान छोटी अवधि कम मात्रा अनुकूलन शेड्यूलिंग की एक नई सेवा होगी और विभिन्न ग्राहकों के लिए अलग अलग क्रम हैं और फिर लाइन प्रकार प्रवाह की दुकान छोटी अवधि उच्च मात्रा निरंतर प्रसंस्करण मानक उत्पाद और फिर से कई उदाहरण हो सकते हैं आज के लिए आपका संक्षिप्त काम मुझे एक नई सेवा का कुछ उदाहरण देना है या यह एक मौजूदा सेवा हो सकती है जिसे आप बढ़ा सकते हैं जो इन फ्लो शॉप या लाइन सिद्धांत का अनुसरण करती है मैं आपको एक संकेत दे सकता हूं जैसे उदाहरण के लिए पैथोलॉजी लैब जहां लोग आ रहे हैं परीक्षण और बाहर निकलने के लिए अपना खून दे रहे हैं मानक रक्त परीक्षणों का एक मेनू है जिसमें से वे चयन कर सकते हैं इसलिए मानकीकरण सेवाओं का एक मेनू है और यह है लोग आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं यह एक प्रवाह की दुकान है और लाइन संतुलन जैसी तकनीकों का उपयोग यहां किया जा सकता है लेकिन मैं आपको अपने असाइनमेंट के रूप में पहचानने और मुझे कम से कम दो ऐसे सेवा उदाहरण बताने के लिए चाहूंगा जो आप अपने आसपास देखते हैं और यह ऐसी सेवाओं में महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपको नई सेवाओं के लिए विचारों की तलाश के कुछ संकेत दे सकता है अब सेवा के लिए प्रक्रिया चयन सेवा यहां समय पर आधारित है यह एक्सेस समय कतार समय कार्रवाई समय हो सकता है और आमतौर पर समय प्रवाह एक तार्किक अनुक्रम का अनुसरण करता है कुछ लचीलापन हो सकता है इसलिए यदि आप इन सिद्धांतों को रेस्तरां ब्लू प्रिंट पर लागू करते हैं तो ये मुद्दे काफी हद तक स्पष्ट हो जाएंगे अब एक बार आपने यह पहचान लिया है कि क्या यह आपकी नई सेवा है जिसे आप कॉन्फ़िगर करने का प्रयास कर रहे हैं चाहे वह फिल्म बनाने की तरह हो या डेंटल स्पा की तरह की सेवा हो या पैथोलॉजी लैब की सेवा हो तब आप दूसरे आयाम या बल्कि दो आयामों को देख सकते हैं एक जटिलता की डिग्री है और दूसरा विचलन की डिग्री है और आप इस तरह एक चार्ट को देखकर नई सेवाएं बना सकते हैं तो हम फिर से सादगी के लिए इस रेस्तरां का उपयोग करते हैं क्योंकि हम सभी इस तरह की सेवा से परिचित हैं और आप यहां देख सकते हैं कि शुरुआत से ही हम आरक्षण लेते हैं तो हमारे पास एक रेस्तरां हो सकता है जिसमें आरक्षण की व्यवस्था हो स्पष्ट रूप से एक बढ़िया डाइनिंग रेस्तरां जहां टेबल ग्राहकों को आवृत्ति के आधार पर नहीं दिए जाते हैं लेकिन किसी विशेष सत्र से राजस्व को अधिकतम करने के आधार पर जिसका अर्थ है कि हम चाहते हैं कि ग्राहक अधिक समय बिताए अधिक भोजन का आदेश दे अधिक पेय खुद का आनंद लें और इस प्रक्रिया में भी रेस्तरां के लिए अधिक मूल्य बनाएं लेकिन उस तरह की सेवा वह सेवा नहीं है जिसे आप एक आलिशान डोसा रेस्तरां या हैमबर्गर या पैरोटा रेस्तरां में पेश करेंगे वहां हम प्रवाह चाहते हैं हम प्रति सीट प्रति घंटे अधिक ग्राहक चाहते हैं इसलिए आप टर्नअराउंड समय को अधिकतम करना चाहते हैं हम नहीं चाहते कि लोग बिना खपत के लंबे समय तक एक मेज पर बैठें जाहिर है ऐसे रेस्तरां में कोई आरक्षण नहीं होगा इसलिए हम देखते हैं हम विभिन्न तत्वों को कैसे देखते हैं और हम मैच मिक्स एंड मैच को बदल सकते हैं और विभिन्न प्रकार की सेवाएं बना सकते हैं तो उदाहरण के लिए क्या हमारे पास एक रेस्तरां हो सकता है जब भी हम एक रेस्तरां के बारे में सोचते हैं हम फल और पेय खाने और पीने के बारे में सोचते हैं क्या हमारे पास एक रेस्तरां हो सकता है जहां कोई भोजन नहीं परोसा जाता है मेज और कुर्सियां नहीं हैं हां ऐसे रेस्तरां हैं जो केवल सेवा से दूर हैं लेकिन क्या कोई ऐसा रेस्तरां हो सकता है जिसमें एक रेस्तरां का आकार और आकार हो लेकिन यह भोजन और पेय से नहीं निपटता तो यह एक बार है लेकिन यह पेय नहीं परोसता है क्या यह संभव है यदि हम यहां पेय पदार्थ देखते हैं तो मेरा मतलब है हम एक तरफ कर सकते हैं दाहिने हाथ की तरफ विकल्प जोड़ सकते हैं या विकल्पों की संख्या कम कर सकते हैं यह जटिलता से सरलता की ओर जा रहा है और विभिन्न मूल्य प्रस्ताव बना रहा है लेकिन कई मामलों में हम इसे समाप्त भी कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यह पेय भाग और खाद्य भाग हम जापान में या अन्य उच्च प्रदूषित शहरों में सेवा जैसे लोकप्रिय रेस्तरां को खत्म कर सकते हैं और ऑक्सीजन बार बना सकते हैं इसलिए हालांकि लोग उच्च गुणवत्ता वाली हवा में सांस लेते हैं लेकिन दुर्भाग्य से यह बहुत जल्द हमारे देश में एक वास्तविकता बन सकती है लेकिन यह एक सेवा का एक उदाहरण है जिसे सामाजिक रूप से जरूरत है और मांग की जाती है आसानी से प्रदान की जाती है और इस सादगी जटिलता चार्ट को देखकर एक नवाचार के रूप में कल्पना की जाती है तो यह एक सरल चार्ट है हटाएं मिश्रण करें और मिलान करें विभिन्न सेवा विकल्प बनाएं और सेवा में हमेशा उत्पादन लाइन घटक होंगे लेकिन पूरी सेवा शायद एक पंक्ति की तरह बहुत अधिक है जिसे हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी यह एक प्रवाह चार्ट है और इसलिए सभी चीजें जो हम आम तौर पर एक नई उत्पादन लाइन बनाने में करते हैं ऐसी सेवा में करने की आवश्यकता होगी इस तरह की सेवा में हम लोगों के बजाय अधिक तकनीक को बनाना या शामिल करना पसंद करेंगे जिससे हम सावधान रहें कि हम सहानुभूति नहीं रखते हैं मैंने पिछले सत्र में चर्चा की थी बैंकों का उदाहरण आपने मूल रूप से सभी टेलरों को बाहर निकाला है और एटीएम मशीनों को स्थापित किया है लेकिन फिर संबंध अधिकारी को वापस भेजना क्योंकि ग्राहक असंगति थी क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत हम व्यक्तियों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं इसलिए ऐसे ग्राहक प्रोफाइल के वर्चस्व वाली शाखाएँ वापस ले आईं वे संबंध अधिकारी हैं इसलिए तकनीक के साथ लोगों को स्थानापन्न न करें यदि आप इस भाग के बारे में निश्चित नहीं हैं लेकिन सामान्य तौर पर उत्पादन लाइन सेवा की प्रकृति के कारण इसलिए बैंकों को अक्सर इस कॉन्फ़िगरेशन में माना जाता है लोग पैसे डालने आते हैं या पैसे निकालते हैं इसलिए दोनों में पैसा लगाना और बाहर निकालना आप स्वचालित करने का प्रयास करते हैं उत्पादन लाइन के दृष्टिकोण को अपनाने की कोशिश करते हैं और बैंक अधिकारियों को ऋण देने या ऋण एकत्र करने या व्यावसायिक गतिविधियों के वित्तपोषण जैसे अन्य गतिविधियों के लिए छोड़ देते हैं और इसी तरह इसलिए अधिकांश सेवाओं में इन दिनों हम ग्राहक को अधिक से अधिक शामिल करना चाहते हैं मानक ब्लॉक बनाते हैं स्वयं सेवा बनाते हैं और मानव मशीन समग्र प्रणाली विशेषज्ञ प्रणाली और विशेषज्ञ कर्मियों को केवल उच्च मूल्य वर्धित गतिविधियों के लिए आरक्षित करते हैं इन सिद्धांतों को अपनाते हुए बेहतरीन सेवाएं नई सेवाओं का निर्माण किया गया है और उत्कृष्ट उदाहरण भारत में अरविंद आई केयर है जो अब विश्व प्रसिद्ध है कई देशों में फैल गया है मॉडल को दोहराया गया है कई देशों में अनुकरण किया है अरविंद आई केयर स्वयं अपने पंख फैलाते हैं और कई देशों में चले गए हैं मूल रूप से एक व्यक्ति डॉक्टर वी द्वारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था और उनका सपना मोतियाबिंद ऑपरेशन और कई लोगों को सरल कीमत पर सरल नेत्र देखभाल प्रदान करना था उन्होंने दक्षिण भारत में शुरू किया जहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन की प्रक्रिया को देखकर हम समझ गए कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उस सेवा ऑपरेशन का सबसे उच्च मूल्य हिस्सा है जहां डॉक्टर मूल लेंस को आंख से बाहर निकालता है और एक कृत्रिम लेंस में डालता है सब कुछ आई ड्रॉप देना रोगी को प्रक्रिया शुरू होने से पहले कुछ समय के लिए निगरानी में रखना आई ड्रॉप देना फिर से मरीज का अवलोकन करना अन्य सभी आवश्यक हाइजीनिक उपचार और पोस्ट ऑपरेशन सभी प्रक्रिया इसलिए अरविंद आई केयर ने औद्योगिक इंजीनियरिंग सिद्धांतों को कुछ उत्पादन लाइन सिद्धांतों का विस्तार करने के लिए अपनाया और समझा कि सबसे उच्च मूल्य वाली मशीन को कई लाइनों के माध्यम से करतब करना पड़ता है और गैर मूल्य वर्धक स्टॉप को हटा दिया जाना चाहिए और क्या यह उन बहुत से नवोन्मेषों में से एक है मैं उन सभी के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वेब पर देखें और खोजें आपको You Tube पर और इस अरविंद आई केयर के बारे में शानदार प्रस्तुतियां मिलेंगी लेकिन ग्राहक को शामिल करके एक नई सेवा तैयार करना और प्रक्रिया प्रवाह निर्माण लाइन डिजाइन तकनीकों को अपनाना जहां यह लागू है सबसे महत्वपूर्ण भागों के लिए मानव सहानुभूति और एक मानवीय स्पर्श को आरक्षित करके बहुत लाभदायक बना सकता है लेकिन समाज उच्च गुणवत्ता वाली नई सेवाओं के लिए बहुत मूल्यवान है इसलिए उदाहरण के लिए अरविंद आई केयर हाल ही में पिछले एक दशक से लगा हुआ था डायबिटिक रेटिनोपैथी का यह बहुत जटिल क्षेत्र है मधुमेह के रोगियों और उनकी आंखों के मैकुलर अध पतन और उनके लिए आवश्यक उपचार और आप यहां उनके 2000 से 2010 के परिणाम देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि लगभग एक ही सुविधा से उपचारित मधुमेह रोगियों की संख्या बहुत बढ़ गई है सेवा का उपयोग करते हुए बहुत महत्वपूर्ण डिज़ाइन सिद्धांत और कुछ उदाहरण यहां दिखाए गए हैं वे जो उपयोग करते हैं वह मरीजों में जागरूकता पैदा करने के साथ शुरू होता है इसलिए अस्पताल जाने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए शुरुआत हैं और जब वे विभिन्न आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से होते हैं और यह जागरूकता कई मामलों में फैलती है जब ग्राहक उपचार के लिए आते हैं तो ग्राहक पहले से ही ज्ञान के साथ तैयार हो जाता है इसलिए पूर्व उपचार चरण में चर्चा और विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों के लिए ग्राहकों की सक्रिय भागीदारी होती है और फिर उपचार होता है और फिर यहां वे नए सेवा मॉडल का वर्णन करते हैं चाहे ग्राहक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों और औद्योगिक इंजीनियरिंग सिद्धांत लाभकारी रूप से कार्यरत हैं तो कृपया अरविंद आई केयर के बारे में जानकारी के लिए खोज करें और वे नई सेवा डिजाइन विधियों को तोड़कर अपनी समझ साझा करें और अपनी टिप्पणियों को मंच पर साझा करें और देखें कि यह महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे हमने आपूर्ति और प्रबंधन की मांग से पहले चर्चा की है गतिशील रूप से एक नई स्वास्थ्य देखभाल सेवा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो महत्वपूर्ण सेवा है इसलिए अरविंद आई केयर आपके लिए मंच पर चर्चा करने और आपके इनपुट देने के लिए एक जीवंत मामला है कि नई सेवा कैसे बनाई गई है क्या विशेषताएं हैं वे क्या चुनौतियां हैं और वे कैसे सीखी गई हैं और कैसे तैनात की जा सकती हैं अन्य सेवाओं में